कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल पर पाठ्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है पिछली कक्षा में हमने इस प्रवाह नियंत्रण और ट्रांसपोर्ट लेयर पर विश्वसनीय डेटा वितरण प्रोटोकॉल के बारे में चर्चा की है और हमने स्टॉप और वेट प्रवाह नियंत्रण और विश्वसनीय प्रोटोकॉल के विवरणों पर ध्यान दिया है जिसे हम स्टॉप और वेट ARQ कहते हैं और वहां हमने देखा कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के मामले में एक बड़ा नुकसान यह है कि आपके पास नेटवर्क में केवल 1 पैकेट बकाया हो सकता है और इसीलिए आप इस लिंक की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हर आउटगोइंग पैकेट के लिए आपने पावती का इंतजार किया है जब तक आप पावती प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आप अगला पैकेट नहीं भेज पाएंगे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के मामले में हम प्रोटोकॉल के एक पाइपलाइन संस्करण को सुनिश्चित करना चाहते हैं जहां आप एक पाइपलाइन फैशन में एक साथ कई पैकेट भेज सकते हैं तो हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को विस्तृत रूप में देखेंगे कि हम इस पाइपलाइनिंग को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ आप पावती को समान रूप से प्राप्त कर सकते हैं और तदनुसार अपनी संचरण दर को नियंत्रित कर सकते हैं तो व्यापक विचार कुछ इस तरह से है यदि आप इस आरेख में देखें तो आप देख सकते हैं कि शुरू में मैंने 1 पैकेट भेजना शुरू किया था यहाँ मैं 1 पैकेट भेजना शुरू कर रहा हूँ और एक बार जब मुझे उस 1 पैकेट के लिए पावती मिल गई तो मैंने अपनी विंडो आकार को बढाया समानांतर में और अधिक पैकेट भेजने के लिए इसलिए यहां हम समानांतर में 3 पैकेट भेज रहे हैं फिर हमने इसे 4 पैकेट तक बढ़ा दिया है और इस तरह आप पैकेट को नेटवर्क में समानांतर रूप से प्रेषित कर सकते हैं जैसे कि एक कार्यप्रणाली का पालन करके ताकि यह उस की क्षमता से अधिक न हो विशेष रूप से उस लिंक के तो आइए अलग अलग स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को विस्तृत मे ध्यान दें एक स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का व्यापक विचार इस प्रकार है कि नेटवर्क में प्रत्येक आउटबाउंड सेगमेंट में इसमें एक अनुक्रम संख्या होती है इसलिए अनुक्रम संख्या फ़ील्ड 0 से शुरू होकर कुछ अधिकतम अनुक्रम संख्या तक जा सकता है उदाहरण के लिए यदि आप थोड़े अनुक्रम संख्या का उपयोग कर रहे हैं तो अनुक्रम संख्या स्थान 0 से 2n 1 तक जा सकता है अब इसे भेजने वाला फ़्रेम के अनुरूप अनुक्रम संख्या का एक सेट बनाए रखता है जिसे इसे भेजने की अनुमति है तो अनुक्रम संख्या का यह विशेष सेट हम इसे एक भेजने वाली विंडो के रूप में कहते हैं इसी तरह रिसीवर फ्रेम का एक सेट बनाए रखता है जिसे इसे स्वीकार करने की अनुमति है हम इसे रिसीवर विंडो या रिसीविंग विंडो के रूप में कहते हैं तो आइए हम इस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए विस्तृत में एक उदाहरण देखें तो यहाँ प्रेषक पक्ष में यह बाउंडिंग बॉक्स भेजने वाली विंडो है तो यह यहाँ भेजने वाली विंडो है और यह रिसीवर विंडो या रिसीविंग विंडो है अब प्रेषक विंडो इंगित करती है कि एक बार में आप संबंधित पावती की प्रतीक्षा किए बिना 0 से 6 तक फ्रेम या पैकेट भेज सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप इस फ़्रेम को समानांतर में भेज सकते हैं तो आप एक फ्रेम 0 भेज सकते हैं फिर तुरंत आप फ्रेम 1 भेज सकते हैं फिर आप इसी पावती की प्रतीक्षा किए बिना फ्रेम 2 भेज सकते हैं और रिसीवर विंडो का कहना है कि यहां रिसीवर विंडो साइड 1 2 3 4 5 6 7 है इसलिए रिसीवर विंडो कहती है कि आप अच्छी तरह से सभी 7 फ्रेम एक साथ प्राप्त कर सकते हैं और एक बार जब आप 7 फ्रेम प्राप्त कर लेते हैं तो बिना पावती भेजे आप आगे एक फ्रेम भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो यहाँ क्या होता है कि एक बार प्रेषक को पावती वापस मिल जाती है तो प्रेषक फ्रेम को भेजता रहता है इसलिए यहाँ इस उदाहरण में कहते हैं कि प्रेषक ने फ्रेम 0 प्रेषित किया है फ्रेम 0 के बाद फ्रेम 1 और उसके बाद फ्रेम 2 यह फ्रेम समानांतर में भेज रहा है बिना पावती का इंतजार किए लेकिन जब भी रिसीवर को फ्रेम 0 और 1 प्राप्त होता है तब यह फ्रेम 0 के लिए पावती भेजता है जब भी रिसीवर फ्रेम 0 के लिए पावती भेज रहा है तो प्रेषक क्या करता है कि यह 1 यूनिट भेजने के लिए विंडो को बदल देता है तो यह पहले ही इस फ्रेम के लिए पावती प्राप्त कर चुका है इसलिए यह इस फ्रेम के बारे में अधिक परेशान होता है क्योंकि यह फ्रेम सही तरीके से प्रसारित किया जा रहा है एक बार जब आप 0 के लिए पावती प्राप्त कर लेते हैं तो मेरी भेजने की विंडो 1 से 7 तक हो जाती है उसी तरह रिसीवर विंडो भी स्थानांतरित हो जाती है क्योंकि आप पहले ही फ्रेम 0 के लिए पावती भेज चुके हैं इसका मतलब है कि यह फ़्रेम 0 सही रूप से प्राप्त हुआ है और आप इस फ़्रेम के बारे में और परेशान नहीं होते हैं फिर आप रिसीवर को पावती 1 भेजते हैं इसलिए एक बार जब प्रेषक को पावती 1 प्राप्त होता है तो यह उस जानकारी को जानने में सक्षम है की फ्रेम 1 को भी सही तरीके से प्रेषित किया गया है तो यह फिर से विंडो को बदलने के लिए शिफ्ट भेजता है 1 के लिए अब मेरी वर्तमान भेजने वाली विंडो 2 से 2 3 4 5 6 7 हो जाती है और फिर से 0 से शुरू होती है यह दोहराया क्रम संख्या है इसलिए हम बाद की चर्चा में इन विंडोज के आकार और अनुक्रम संख्या के बीच के संबंध पर गौर करेंगे तो यह इस भेजने वाली विंडो और प्राप्त करने वाली विंडो का विचार है तो भेजने वाली विंडो मूल रूप से कहती है कि आप किसी स्वीकृति के इंतजार किए बिना उस संख्या के कई फ्रेम भेज सकते हैं इसलिए यदि आपने अपनी भेजने वाली विंडो के सभी फ्रेम भेज दिए हैं और आपको पावती नहीं मिली है तो आप तब तक कोई और फ्रेम नहीं भेज पाएंगे जब तक आप पावती प्राप्त नहीं कर लेते हैं और आप फ्रेम्स को दाईं ओर स्थानांतरित कर रहे हैं तो यह स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के बारे में व्यापक विचार है तो यहाँ एक 3 बिट अनुक्रम संख्या के साथ एक स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का एक उदाहरण है इसलिए यदि आपके पास 3 बिट अनुक्रम संख्या है तो इसका मतलब है कि आपका अनुक्रम संख्या स्थान 0 से 23 1 तक हो सकता है इसका मतलब है कि 0 से 7 तक तो यहाँ क्रम संख्या 0 से 7 तक है तो मान लेते हैं प्रेषक पक्ष को आपने एक फ़्रेम भेजा है तो यह एक उदाहरण है जहां हम इस क्रम संख्या क्षेत्र का उपयोग गोलाकार कतार फैशन में कर रहे हैं इसलिए अनुक्रम संख्या 7 के बाद फिर से अगले फ्रेम को अनुक्रम संख्या 0 के रूप में चिह्नित किया जाएगा और हम विंडो का आकार 1 मान रहे हैं तो मेरे विंडो का आकार 1 के बराबर है इसलिए विंडो का आकार 1 है इसलिए प्रेषक ने माना यहाँ 1 फ्रेम में प्रेषित किया है तो एक बार इस प्रेषक ने 1 फ्रेम प्रेषित कर दिया तब प्रेषक उस स्थान पर अवरुद्ध हो जाता है तो रिसीवर इस फ्रेम 0 को प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा है इसलिए प्रारंभ में प्रेषक ने किसी भी फ्रेम को प्रेषित नहीं किया है लेकिन रिसीवर फ्रेम 0 की उम्मीद कर रहा है प्रेषक ने माना फ़्रेम 0 प्रेषित किया है और प्रेषक यहाँ अवरुद्ध है क्योंकि मेरी विंडो का आकार 1 है और प्रेषक फ्रेम को प्रेषित कर रहा है फ्रेम चैनल पर है रिसीवर अभी भी फ्रेम 0 की उम्मीद कर रहा है अब मान लेते हैं कि रिसीवर को फ्रेम 0 प्राप्त हुआ है इसलिए एक बार रिसीवर को फ्रेम 0 प्राप्त हो गया है रिसीवर को फ़्रेम 1 से उम्मीद है और रिसीवर ने कहा है कि संबंधित पावती को वापस भेजें तो पावती वहाँ चैनल में है प्रेषक फिर से फ्रेम 0 के साथ अवरुद्ध है क्योंकि इसने इसे संचारित किया है एक बार जब प्रेषक उस पावती को प्राप्त करता है तो यह अब इस स्थिति में है इसलिए प्रेषक फ्रेम 1 भेजने के लिए तैयार है और रिसीवर इस बिंदु पर फ्रेम 1 से उम्मीद कर रहा है इसलिए एक स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल विंडो आकार 1 पर्यायवाची है स्टॉप और वेट प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिथ्म का क्योंकि प्रत्येक व्यक्तिगत फ्रेम के लिए आप पावती की प्रतीक्षा कर रहे हैं लेकिन यदि आप धीरे धीरे विंडो का आकार बढ़ाते हैं तो आपको समानता का एहसास मिलेगा इसलिए यदि आप विंडो का आकार 1 से 2 बनाते हैं तो इसका मतलब है कि आप पावती की प्रतीक्षा किए बिना समानांतर में 2 फ्रेम भेज सकते हैं इसलिए जब आप एक बार में 2 फ्रेम भेज देते हैं तो आप पावती का इंतजार करते हैं और बीच में यदि आपको पावती मिलती है तो आप विंडो को स्लाइड कर सकते हैं तो वहां से इसका नाम स्लाइडिंग विंडो आता है आप विंडो स्लाइड कर सकते हैं और आप फ्रेम 3 भेज सकते हैं इस तरह यह पूरी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल काम करती है तो आइए हम इस बात पर ध्यान दें कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल एक नोइज़ी चैनल में कैसे काम करता है तो एक नोइज़ी चैनल के मामले में स्टॉप और वेट प्रोटोकॉल के समान हम भी इसी तरह एक टाइमआउट कार्यप्रणाली लागू करते हैं इसलिए यदि आपने डेटा सेगमेंट ट्रांसमिट किया है अगर वह सेगमेंट खो रहा है या कुछ समय के लिए पावती भी खो सकती है यदि सेगमेंट या संबंधित पावती खो जाती है और आपने पहले ही अपने सभी फ्रेम या अपने सेगमेंट के सभी सेगमेंट को सेंडिंग विंडो द्वारा भेज दिया है और आप उससे सम्बद्ध पावती का इंतजार कर रहे हैं और टाइमआउट हो जाता है और अगर कोई टाइमआउट होता है तो यह सवाल आता है कि आप किस विशेष फ्रेम को फिर से देखेंगे तो सवाल यह है कि यह ARQ प्रोटोकॉल टाइमआउट को कैसे हैंडल करेगा तो टाइमआउट होने का मतलब है रिसीवर फ्रेम को सही ढंग से प्राप्त करने में सक्षम नहीं था और स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के मामले में आपने फ़्रेम का सेट भेज दिया है और फ़्रेम के उन सेट के लिए रिसीवर को फ़्रेम नहीं मिला है या तो फ़्रेम खो गया है या इससे सम्बद्ध पावती खो गया है तो सवाल यह है कि तो प्रेषक इस विशेष नुकसान पर कैसे प्रतिक्रिया देगा जब नेटवर्क में कोई टाइमआउट हुआ है तो इस टाइमआउट को संभालने के लिए दो अलग अलग क्रियाविधि हैं एक क्रियाविधिको गो बैक N ARQ कहा जाता है और दूसरे क्रियाविधिको सेलेक्टिव रिपीट ARQ कहा जाता है अब गो बैक N ARQ के मामले में यदि कोई विशेष खंड माना खंड N खो गया है तो खंड 0 से शुरू होने वाला सभी खंड इसलिए मैं यहां यह मान रहा हूं कि स्लाइडिंग विंडो खंड 0 से शुरू है तो स्लाइडिंग विंडो सेगमेंट 0 से N के खंडो को पुनः प्रसारित करता है तो एक व्यापक तरीके से सभी फ़्रेम जो कि वर्तमान स्लाइडिंग विंडो में हैं उन सभी फ़्रेमों को टाइमआउट होने पर पुनः प्रसारित किया जाता है दूसरी कार्यप्रणाली के मामले में जिसे चयनात्मक रिपीट ARQ कहा जाता है चयनात्मक रिपीट ARQ के मामले में आप केवल खोए हुए पैकेट को भेजते हैं या आप चैनल में खोए हुए पैकेट को चुनिंदा रूप से प्रेषित करते हैं अब जब भी हम कहते हैं कि आपको खोए हुए पैकेट को चुनिंदा रूप से प्रसारित करने की आवश्यकता है या जो रिसीवर द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है या संबंधित पावती खो गई है और प्रेषक को वह पावती नहीं मिली है फिर जाहिर है उन पैकेटों की पहचान करने के लिए कुछ क्रियाविधि होना चाहिए क्योंकि पहला क्रियाविधिगो बैक N ARQ ही काफी है यदि आप टाइमआउट हो रहे हैं इसका मतलब है आपको पावती नहीं मिली है और आपको पावती नहीं मिल रही है जिसका अर्थ है कि आप सभी फ़्रेमों को फिर से भेजते हैं जो आपकी वर्तमान विंडो मे है लेकिन यदि आप फ्रेम को चुनिंदा रूप से फिर से पुनः भेजने जा रहे हैं तो आपको यह पहचानना होगा कि कौन सा फ्रेम खो गया है तो इसके लिए हमारे पास एक विशेष प्रकार की पावती है जो कि चयनात्मक रिपीट ARQ में है हम उन्हें नकारात्मक पावती NAK कहते हैं या टीसीपी में कभी कभी हम इसे चयनात्मक पावती या SACK कहते हैं तो यह नकारात्मक पावती NAK या SACK वे प्रेषक को सूचित करते हैं कि किन पैकेटों को पुनः भेजने की आवश्यकता है इसका मतलब है कि रिसीवर को वे पैकेट नहीं मिले हैं और यह उन पैकेटों की अपेक्षा कर रहा है तो उन सूचनाओं को NAK पैकेट की मदद से या इस SACK पैकेट की मदद से प्रेषक को भेज दिया जाता है तो यह NAK और SACK नेगेटिव पावती और चयनात्मक पावती पैकेट्स है यह आपको यह पता लगाने में मदद करता है कि रिसीवर को कौन से विशेष पैकेट की उम्मीद है और रिसीवर को वो पैकेट्स प्राप्त नहीं हुए हैं और यह केवल उन पैकेटों को पुनः प्राप्त करता है तो आइये इन दो प्रोटोकॉल्स N ARQ और सेलेक्टिव रिपीट ARQ को विस्तृत में ध्यान दें खैर पहले हम इस गो बैक N ARQ पर ध्यान दें यह गो बैक N ARQ प्रेषक विंडो कार्यान्वयन कुछ इस तरह से है तो यहाँ हम दो अलग अलग पॉइंटर बनाए हुए हैं इसलिए एक को बेस पॉइंटर कहा जाता है इसलिए यह बेस पॉइंटर वह पॉइंटर है जहाँ से आपकी करंट विंडो शुरू होती है तो आपकी वर्तमान विंडो यहां से शुरू होती है इसलिए यह बेस प्वाइंटर द्वारा इंगित कर रहा है बेस पॉइंटर तो यह इंगित करता है कि इस बेस पॉइंटर से पहले के सभी फ्रेम स्वीकार किए गए हैं इसलिए इस फ्रेम को पहले ही स्वीकार कर लिया गया है ठीक है तो आपको इस फ़्रेम के लिए पहले ही पावती मिल गई है अब ये आपके वर्तमान विंडो में फ़्रेम हैं तो यह आपकी वर्तमान विंडो है इसलिए बेस पॉइंटर विंडो शुरुआत की ओर इशारा करता है और इस वर्तमान विंडो में आप पावती की प्रतीक्षा किए बिना कई फ्रेम भेज सकते हैं और यह मान सकते हैं कि आपने इस फ्रेम को भेज दिया है तो फ़्रेम का यह सेट प्रसारित किया गया है तो यह अगला अनुक्रम संख्या यह एक और सूचक है इसलिए यह अगला अनुक्रम संख्या उस फ़्रेम को इंगित करता है जिसे आप पावती की प्रतीक्षा किए बिना भेज सकते हैं तो इस फ़्रेम तक आप पहले ही भेज चुके हैं और आप इन फ़्रेमों के लिए पावती की प्रतीक्षा कर रहे हैं और फिर आप इस विशेष फ़्रेम को आगे की पावती की प्रतीक्षा किए बिना भेज सकते हैं तो इन तीन मापदंडों की मदद से इस तरह बेस पॉइंटर जो वर्तमान विंडो की शुरुआत की ओर इशारा करता है अगला क्रम संख्या उस फ़्रेम को इंगित करता है जिसे आप पावती के इंतजार के बिना प्रसारित कर सकते हैं और विंडो आकार पैरामीटर विंडो के आकार का पैरामीटर इंगित करता है कि आपकी अधिकतम विंडो का आकार क्या है आप प्रेषक पक्ष की तरफ N ARQ के लिए स्लाइडिंग विंडो बनाए रख सकते हैं अब यहां यदि आपका अगला अनुक्रम संख्या आपके आधार प्लस विंडो आकार के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपने सभी फ़्रेम को प्रसारित कर दिया है तो यहाँ वास्तव में इस आरेख में बेस प्लस विंडो आकार प्लस 1 यदि यह ऐसा है तो यदि आप अगले अनुक्रम संख्या इस सफेद फ्रेम की ओर इशारा कर रहे हैं इसका मतलब है कि यह आपकी विंडो करंट विंडो से बाहर है इसलिए आप इस फ़्रेम को तब तक प्रसारित नहीं कर सकते जब तक कि आप इस फ़्रेम के लिए पावती प्राप्त नहीं कर लेते हैं जिसे आपने पहले ही प्रेषित कर दिया है इसलिए एक बार जब आप इन फ़्रेमों को प्राप्त कर लेते हैं तो आप बेस पॉइंटर को शिफ्ट कर सकते हैं तो अगर आपको इस फ्रेम तक इन 5 फ़्रेमों के लिए पावती प्राप्त हुई है तो आप बेस पॉइंटर को विंडो के आकार के आधार पर यहां से यहां पर शिफ्ट कर सकते हैं और तदनुसार यहां 5 और फ्रेम तक हो जाता है तो आप समानांतर में अधिक फ्रेम भेजने के लिए इस अगले क्रम संख्या का उपयोग करने में सक्षम होंगे ठीक है अब एक नोइज़ी चैनल में गो बैक N ARQ क्रियाविधिइस तरह से काम करता है तो आपने कहा है कि फ़्रेम 0 फ़्रेम 1 और इस पॉइंटर पर रिसीवर ने पावती भेज दी है तो आपने फ्रेम 2 को उसके बाद फ्रेम 3 को प्रसारित किया है जब एक बार आपने पावती 0 प्राप्त कर ली तो इसका मतलब है आप 0 के लिए टाइमर रीसेट कर सकते हैं और आप 3 भेज सकते हैं क्योंकि यह आपके वर्तमान विंडो के आकार का है जो आपने फ्रेम 3 प्रसारित किया है और फिर आपको 1 के लिए पावती संख्या प्राप्त हुई है जब आप 1 के लिए पावती प्राप्त कर रहे हैं तो आप 1 के लिए टाइमर रीसेट कर सकते हैं और आप फ्रेम 4 भेज सकते हैं क्योंकि आपके पास वर्तमान विंडो में अधिक फ़्रेम भेजने का अधिक प्रावधान है और आप फ़्रेम 4 को प्रसारित करते हैं अब इस बिंदु पर मान लेते हैं कि रिसीवर से यह पावती खो जाती है इसलिए एक बार जब इस रिसीवर से यह पावती खो जाती है तो आप इस पावती को प्राप्त करने की प्रतीक्षा में रहते हैं क्योंकि इस समय आप अपनी वर्तमान प्रेषक विंडो के साथ भरे हुए हैं इसलिए हम यहाँ मान रहे हैं कि मेरे विंडो का आकार 3 है क्योंकि मेरी विंडो का आकार 3 के बराबर है इसलिए आपको पहले से ही 0 और 1 के लिए पावती मिल गई है लेकिन अब आपने फ्रेम 2 3 और 4 प्रेषित किया है और आप इससे सम्बद्ध पावती की प्रतीक्षा कर रहे हैं और यहाँ 2 के लिए यह पावती खो गई इसलिए 2 के लिए यह समय समाप्त हो रहा है तो कुछ समय बाद यह समय समाप्त होगा 2 के लिए तो जब एक बार 2 के लिए यह समय समाप्त हो जाएगा तो आप यहाँ सभी फ़्रेमों को पुनः भेजते हैं गो बैक N ARQ के मामले में इसलिए आपकी वर्तमान विंडो में आपके पास फ़्रेम 2 3 और 4 है इसलिए आप फिर से फ्रेम 2 फ्रेम 3 और फ्रेम 4 को भेजते हैं और फिर आप पावती 2 पावती 3 और पावती 4 के लिए तुरंत एक बार पावती प्राप्त कर सकते हैं जैसे ही आप इस 3 पावती पावती 2 3 और 4 को प्राप्त करते हैं तो आप उन फ्रेम को प्रेषित करके विंडो को 2 3 4 से 5 6 7 तक आगे शिफ्ट करें तो इस तरह से गो बैक N ARQ प्रोटोकॉल काम करता है और व्यापक विचार यह है कि एक बार जब फ्रेम 1 के लिए टाइमआउट होता है तो आप उन सभी फ़्रेमों को पुनः प्रेषित करते हैं जो आपकी वर्तमान विंडो में थे तो यह गो बैक N ARQ का कार्यान्वयन है इसलिए आप शुरू में प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आप आधार के साथ 1 और अगले क्रम संख्या 1 से शुरू करते हैं अब आप एप्लीकेशन लेयर से विश्वसनीय डेटा भेजने के लिए कॉल करने जा रहे हैं तो आप जांचते हैं कि क्या आपका अगला अनुक्रम संख्या आधार प्लस N से कम है यदि आपका अगला अनुक्रम संख्या आधार प्लस N से कम है इसका मतलब है आप अधिक डेटा भेजने में सक्षम हैं तो आप पैकेट को उस विशेष अनुक्रम संख्या के साथ भेजते हैं आप उस अगले अनुक्रम संख्या को डेटा और चेकसम के साथ जोड़कर पैकेट का निर्माण करते हैं तो इस तरह आप पैकेट का निर्माण कर रहे हैं और इस क्रम संख्या के साथ अगला अनुक्रम संख्या और फिर आप इस प्रोटोकॉल को स्थानांतरित करने के लिए नेटवर्क लेयर पर इस अविश्वसनीय चैनल का उपयोग कर रहे हैं अब यदि आपका आधार अगले अनुक्रम संख्या के बराबर हो जाता है तो आप टाइमर शुरू करते हैं और अगले क्रम संख्या को बढ़ाते हैं ठीक है तो यह मामला है और अन्यथा आप डेटा को मना कर देते हैं आप डेटा से इंकार करते हैं का तात्पर्य यह है कि यह दूसरा डेटा आ रहा है इसलिए यदि आपका अगला अनुक्रम संख्या आधार प्लस N से अधिक है तो इसका मतलब है कि आप एक फ्रेम को स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहे हैं आप एक फ्रेम प्राप्त कर रहे हैं जो आपकी वर्तमान विंडो के बाहर है इसलिए यदि यह आपकी वर्तमान विंडो के बाहर है तो आप उस फ्रेम को प्रसारित नहीं करते हैं अब यदि टाइमआउट प्राप्त होता है तो आप फिर से टाइमर शुरू करते हैं और आधार से अगले क्रमांक शून्य तक सभी पैकेट भेजते हैं इसलिए आप उन सभी फ़्रेमों को प्रसारित करते हैं जो आपकी वर्तमान विंडो में हैं अब जब भी आपको कोई पैकेट मिल रहा है और वह पैकेट डिफेक्टेड नहीं है तो उस स्थिति में आप जाँच कर रहे हैं कि संबंधित स्वीकृति संख्या क्या है और आप अपने अनुसार आधार पॉइंटर को अपडेट कर रहे हैं इसलिए आप उस पावती संख्या के अनुसार आधार पॉइंटर को अपडेट कर रहे हैं जिसे आपने प्लस 1 प्राप्त किया है इसलिए इसका अर्थ है यदि यह आपके विंडो का आकार है और यह बेस पॉइंटर था तो अब आपको इसके लिए पावती मिल गई है इसलिए एक बार जब आप आधार एक के लिए पावती प्राप्त कर लेते हैं तो आप बेस पॉइंटर को अपने अगले फ्रेम में ले जाते हैं और अगर पैकेट डिफेक्टिव है तो आप इसके बारे में परेशान नहीं होते हैं आप फिर से इंतजार कर रहे हैं तो इस तरह आप इस गो बैक N ARQ क्रियाविधिको वापस लागू कर सकते हैं अब इसी तरह रिसीवर की तरफ रिसीवर का पक्ष जब भी वह पैकेट प्राप्त कर रहा होता है तो पैकेट दूषित नहीं होता है और इसमें अनुक्रम संख्या होती है जो अपेक्षित अनुक्रम संख्या के बराबर होती है इसलिए आप पैकेट का निस्सारण करते हैं और डेटा को एप्लिकेशन तक पहुंचाते हैं अपेक्षित अनुक्रम संख्या के साथ एक पावती का निर्माण करते हैं और पैकेट को स्थानांतरित करने और अपने अपेक्षित अनुक्रम संख्या को लागू करने के लिए नेटवर्क लेयर पर अविश्वसनीय चैनल का उपयोग करते हैं और यदि डिफ़ॉल्ट मामला उस पावती को प्रसारित करना है और अन्यथा आप प्रतीक्षा करते हैं कि यह अपेक्षित अनुक्रम संख्या है आप सिस्टम को अपेक्षित अनुक्रम संख्या 1 के साथ आरंभ करते हैं तो यह तरीका है जिस तरह से हम रिसीवर को गो बैक N ARQ के लिए रिसीवर की तरफ लागू करते हैं अब यह देखते हैं कि अनुक्रम संख्या पर विंडो के आकार का गो बैक N ARQ के बीच क्या संबंध है अब गो बैक N ARQ के मामले में जो फ़्रेम प्रेषित किए गए हैं लेकिन अभी तक पावती ने उन फ़्रेमों को स्वीकार नहीं किया उन्हें हम उत्कृष्ट फ़्रेम कहते हैं अब मान लें कि MAX अनुक्रम MAX SEQ MAX आपके अधिकतम अनुक्रम संख्या को अनुक्रमित करता है इसलिए यदि MAX अनुक्रम आपकी अधिकतम अनुक्रम संख्याएं हैं तो आपके पास 0 से अधिकतम अनुक्रम तक MAX अनुक्रम प्लस 1 अलग अनुक्रम संख्याएं हैं तो यह उपलब्ध अनुक्रम संख्या स्थान है जो आपके साथ है तो यदि मान लेते हैं कि आप n बिट अनुक्रम संख्या का उपयोग कर रहे हैं तो यह अधिकतम अनुक्रम 2n 1 है इसलिए आपके पास 0 से 2n 1 कुल अनुक्रम संख्या स्थान है अब बकाया फ्रेम की यह अधिकतम संख्या मान लें कि यह विंडो के आकार के बराबर है तो इसका मतलब है कि आपकी विंडोज़ का आकार अधिकतम अनुक्रम के बराबर है इसलिए हमारे उदाहरण के रूप में गो बैक N ARQ प्रोटोकॉल के मामले में हम जो सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि आपकी विंडो का आकार अधिकतम अनुक्रम के बराबर हो इसका मतलब है कि यदि आप n बिट क्रम संख्या का उपयोग कर रहे हैं तो आपके विंडो का आकार w 2n 1 के बराबर होगा तो आप देख सकते हैं कि यह हमेशा अलग अनुक्रम संख्या की कुल संख्या से 1 कम है जो आपके पास है इसलिए उदाहरण के लिए यदि आपके अनुक्रम संख्या कुछ 0 से 7 हैं इसका मतलब है कि आप 3 बिट अनुक्रम संख्या का उपयोग कर रहे हैं तो आपके पास 7 के बराबर बकाया फ्रेम की अधिकतम संख्या हो सकती है इसलिए आपके विंडो का आकार 7 के बराबर हो सकता है और यह 8 नहीं है आपके पास 0 से 7 तक यहां 8 अलग अनुक्रम संख्या हैं लेकिन हम विंडो का आकार 8 के बराबर नहीं बना रहे हैं बल्कि हम विंडो का आकार 7 के बराबर बना रहे हैं तो आइए देखें कि ऐसा क्यों है तो आइए देखें कि मेरे विंडो का आकार अधिकतम अनुक्रम के बराबर क्यों है और अधिकतम अनुक्रम प्लस 1 के बराबर क्यों नहीं है हालांकि मेरे पास अधिकतम अनुक्रम प्लस 1 विशिष्ट अनुक्रम संख्या है तो मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ जहाँ आपका अधिकतम अनुक्रम 3 के बराबर है और विंडो का आकार 4 के बराबर है इसलिए अधिकतम अनुक्रम 3 के बराबर है आपके पास 4 भिन्न अनुक्रम संख्या 0 1 2 और 3 हैं मैं उसके बराबर विंडो का आकार बना रहा हूं तो अगर ऐसा है तो अब एक परिदृश्य के बारे में सोचें जब आपके पास यह आपके वर्तमान विंडो का आकार है आपने फ़्रेम 0 स्थानांतरित कर दिया है तो इसने फ्रेम 0 प्राप्त कर लिया पावती वापस भेज दिया है लेकिन पावती गुम हो जाता है प्रषेक ने फ्रेम 1 प्रेषित कर दिया है इसलिए यह पहले ही पावती भेज चुका है इसलिए रिसीवर ने अपनी विंडो को स्थानांतरित कर दिया है इसलिए रिसीवर ने अपनी विंडो को स्थानांतरित कर दिया है और रिसीवर ने पावती 1 भेजा है फिर से यह पावती खो गई प्रेषक ने फ़्रेम 2 प्रेषित किया है रिसीवर ने यह फ्रेम 2 प्राप्त किया है अपने प्राप्त विंडो के आकार को स्थानांतरित कर दिया है और इसने पावती को प्रेषित कर दिया है कि पावती खो गई है प्रेषक ने अंतत 3 भेजा है इसलिए रिसीवर द्वारा 3 प्राप्त किया जा रहा है इसलिए रिसीवर को वह फ्रेम प्राप्त हुआ है उसने विंडो को स्थानांतरित कर दिया है और इसने पावती भेज दी है फिर से पावती खो गई है अब यहां एक विशिष्ट उदाहरण है जहां रिसीवर ने सभी फ़्रेमों को सही ढंग से प्राप्त किया है लेकिन यह पावती भेजने में सक्षम नहीं था इसने पावती भेज दी है लेकिन वे सभी पावती चैनल में खो गए इसलिए यह सभी पावती खो गई अब इस मामले में अब प्रेषक को टाइमआउट का अनुभव होगा क्योंकि प्रेषक को रिसीवर की ओर से कोई पावती नहीं मिली है तो प्रेषक को एक टाइमआउट मिलेगा और प्रेषक इस फ़्रेम 0 को भेज देगा जब प्रेषक इस फ़्रेम 0 को भेज रहा है दुर्भाग्य से यहाँ रिसीवर के पक्ष में आप देख सकते हैं कि रिसीवर भी फ़्रेम 0 की अपेक्षा कर रहा है लेकिन यह फ्रेम का अगला समूह है तो यह फ़्रेम का अगला समूह है न कि इच्छित फ़्रेम तो यह वास्तविक इच्छित फ़्रेम था लेकिन आपने अनुक्रम संख्या 0 के साथ एक फ़्रेम भेजा है आपने यह फ़्रेम भेज दिया है लेकिन एक रिसीवर सही ढंग से सोचेगा कि इस फ़्रेम में यह अपेक्षित फ़्रेम 0 है जो सही फ़्रेम नहीं है इसलिए हम देखते हैं कि जब चैनल में सभी पावती खो गई तो यहां एक समस्या है अब एक उदाहरण देखते हैं कि जब आपका अधिकतम अनुक्रम 3 है लेकिन विंडो का आकार भी 3 है और विंडो का आकार 4 नहीं है उस स्थिति में प्रेषक ने 0 1 2 3 1 और 2 भेजा है क्योंकि मेरी विंडो का आकार 3 है आप अधिकतम 2 तक भेज सकते हैं और फिर आपको एक पावती के लिए इंतजार करना होगा अब इस मामले में यदि सभी पावती गुम हो जाती है तो आप देख सकते हैं कि रिसीवर को अब फ्रेम 3 से उम्मीद है और प्रेषक फ्रेम 0 को पुनः प्रेषित करेगा या बेहतर ये कहना रहेगा 0 से फ्रेम 2 तक अब जब भी रिसीवर फ्रेम 0 से फ्रेम 2 भेज रहा है रिसीवर सही ढंग से डिकोड कर पाएगा कि ये अपेक्षित फ्रेम नहीं हैं तो यह गलत फ्रेम को सही ढंग से त्यागने और प्रेषक को यह कहते हुए पावती भेजने में सक्षम होगा कि यह फ्रेम मुझे मिला है तो यह अच्छी तरह से पता लगाने में सक्षम होगा कि प्रेषक को संभवतः पावती नहीं मिली है यह उन सभी पावतीयों को पुनः प्रेषित करेगा यदि प्रेषक उन पावती को वापस लेता है तो प्रेषक विंडो को आगे शिफ्ट कर सकता है और फ़्रेम 3 से डेटा संचारित करना शुरू कर सकता है इसलिए आप इस उदाहरण में यहां देख सकते हैं कि अधिकतम अनुक्रम 3 और विंडो आकार 3 के रूप में हम सक्षम होंगे सही ढंग से पता लगाने के लिए कि क्या रिट्रांसमिशन एक डुप्लिकेट है एक विलंबित डुप्लिकेट है या एक नया है तो यहाँ इस मामले में रिसीवर फ्रेम 3 की उम्मीद कर रहा है क्योंकि रिट्रांसमिशन के कारण आप फ्रेम 0 1 2 को रीट्रांसमिट कर रहे हैं रिसीवर सही ढंग से डिकोड कर पाएगा जो कि पहले के मामले में संभव नहीं था जिसे हमने देखा है तो इस वजह से हम मौजूद अधिकतम अनुक्रम संख्या स्थान से विंडो का आकार 1 कम रखते हैं इसलिए यदि आपके पास n बिट विंडो का आकार है तो हमें खेद है यदि आपके पास n बिट क्रम संख्या है तो आपके पास 2 n 1 अधिकतम विंडो आकार के रूप में है ठीक है अब हम चयनात्मक रिपीट प्रोटोकॉल पर ध्यान दें चयनात्मक रिपीट प्रोटोकॉल के मामले में आप क्या कर सकते हैं कि आप मध्यवर्ती फ़्रेमों को स्वीकार कर सकते हैं और कुछ फ़्रेम अनएकनॉलेजड रह सकते हैं इसलिए हमने यह देखा है कि चयनात्मक रिपीट के मामले में आपको समय सीमा समाप्त होने के बाद सभी फ़्रेमों को फिर से भेजने की आवश्यकता नहीं है बल्कि आप चुनिंदा फ़्रेमों को पुन अंकित करते हैं तो यहां प्रेषक विंडो आकार में ऐसा हो सकता है कि यहां कुछ मध्यवर्ती फ्रेम हों यह वही था लेकिन अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है लेकिन यहां के फ्रेम इस फ्रेम को स्वीकार करते हैं इसलिए यह मध्यवर्ती स्वीकृति हैं अब रिसीवर पक्ष में यह विंडो आकार का रिसीवर दृश्य है इसलिए रिसीवर के पास एक बेस पॉइंटर भी है यह बेस पॉइंटर अच्छी तरह से बताता है कि रिसीवर इस विशेष फ्रेम को प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा है और इसे यह फ़्रेम प्राप्त नहीं हुआ है और इसे अन्य सभी फ़्रेम प्राप्त हुए हैं जो ऑर्डर से बाहर हैं क्योंकि यह विशेष फ़्रेम अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि आपको यह फ़्रेम प्राप्त हुआ है तो यह आदेश से बाहर हो गया है इसलिए आपने उन फ़्रेमों को बफर में डाल दिया है और उनके लिए पावती भेज दी है तो यह प्रेषक और रिसीवर के लिए विंडो का दृश्य है जहां कुछ मध्यवर्ती पैकेट स्वीकार किए जाते हैं और कुछ पैकेट जिन्हें स्वीकार नहीं किया जाता है उन्हें पुनः भेजने की आवश्यकता होती है तो यह चयनात्मक रिपीट ARQ का विचार है तो आप फ़्रेम 0 को प्रेषित कर रहे हैं उसके बाद आप फ़्रेम 1 को प्रेषित कर रहे हैं इस समय आप फ़्रेम 0 और 1 दोनों को प्रसारित कर रहे हैं तो यहाँ हम एक संचयी पावती नामक चीज़ का उपयोग करते हैं तो यह संचयी स्वीकार्यता कहती है कि ठीक है एक बार जब आप पावती 2 प्राप्त कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि फ्रेम 0 और 1 को सही ढंग से प्राप्त किया गया है और आप फ्रेम 2 के लिए उम्मीद कर रहे हैं अब मान लें कि आपने फ़्रेम 2 को प्रसारित कर लिया है एक बार जब आपको यह पावती मिल जाती है तो प्रेषक विंडो को स्थानांतरित कर देता है जब एक बार प्रेषक विंडो को स्थानांतरित कर देता है और इसमें प्रेषित फ़्रेम 2 होता है मान लें कि फ्रेम 2 खो गया है और फिर यह फ़्रेम 3 भेजने में सक्षम है तो यह फ्रेम 3 संचारित करता है इसलिए रिसीवर को फ्रेम 3 एक बार प्राप्त हुआ है रिसीवर को फ्रेम 3 प्राप्त हुआ है तो उसे यह फ्रेम आउट ऑफ ऑर्डर मिला है क्योंकि उसे फ्रेम 2 प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन उसे फ्रेम 3 प्राप्त हुआ है तो यह बफर में फ्रेम 3 डालता है और एक नकारात्मक पावती भेजता है इसलिए एक बार जब प्रेषक इस नकारात्मक पावती को प्राप्त करता है तो यह फ्रेम 2 को पुनः भेजता है इसलिए यह चयनात्मक रिपीट ARQ का विचार है जहां आप इस नकारात्मक पावती को भेज सकते हैं और बफर में आउट ऑफ़ ऑर्डर फ्रेम रख सकते हैं और इस नकारात्मक पावती से प्रेषक यह समझने में सक्षम होगा कि किन फ़्रेमों को पुनः भेजने की आवश्यकता है और तदनुसार उन फ़्रेमों को पुनः प्रसारित किया जा रहा है खैर इसी तरह हम चयनात्मक रिपीट के लिए विंडो के आकार को एक बाउंड में देखते हैं पहले के मामले के समान इसलिए हमारे पास MAX अनुक्रम प्लस 1 0 से MAX विशिष्ट अनुक्रम संख्याएं हैं लेकिन इस मामले में चयनात्मक रिपीट में मेरे विंडो का आकार MAX अनुक्रम प्लस 1 बटा 2 होगा तो एक उदाहरण यह है कि यदि आपके पास 0 से 7 तक 3 बिट अनुक्रम संख्या हैं तो आपके पास 8 भिन्न अनुक्रम संख्याएं हैं तो आपके बकाया फ़्रेमों की संख्या इसका मतलब है आपकी अधिकतम विंडो का आकार 23 2 जो की 4 के बराबर होगा तो २3 2 इसका मतलब है MAX अनुक्रम प्लस 1 २3 2 हो जाता है २3 2 जो 4 के बराबर हो जाता है तो हम एक उदाहरण देखते हैं कि यह क्यों सच है इसलिए पहले के मामले के समान यहाँ आपको यह याद रखने की आवश्यकता है कि जब भी आप कुछ फ़्रेम भेज रहे हों तो प्रेषक बीच में पावती भेज सकता है तो बीच में नकारात्मक स्वीकार्यता हो सकती है तो यहाँ प्रेषक ने भेजा है मैंने एक उदाहरण लिया है जहाँ मेरा MAX अनुक्रम 3 है इसलिए यदि मेरा MAX अनुक्रम 3 है इसका मतलब है मेरे पहले के आदर्श विंडो का आकार 2 के बराबर होना चाहिए अगर मेरा अधिकतम अनुक्रम 3 है तो मेरे विंडो का आकार 3 1 2 के बराबर होना चाहिए इसका मतलब है 2 के बराबर लेकिन यहां हम एक विंडो आकार 3 का उपयोग कर रहे हैं 1 वास्तविक से अधिक यह विंडो का आकार है जिसे हमें उपयोग करना चाहिए तो यहाँ देखते हैं कि अगर मेरे विंडो का आकार 3 है तो समस्या क्या है तो प्रेषक सभी फ़्रेमों को 0 1 और 2 भेजता है और फिर पहले के मामले के समान है कि सभी पावती खो गए हैं अब यदि सभी पावती खो जाती है तो रिसीवर को फ्रेम 0 1 और 2 प्राप्त हुआ है इसलिए अब रिसीवर को फ्रेम 3 0 और 1 की उम्मीद है और प्रेषक का समय समाप्त हो जाता है एक बार प्रेषक का समय समाप्त हो जाता है तो प्रेषक फ्रेम 0 भेजना शुरू कर देता है इसलिए एक बार प्रेषक फ़्रेम 0 भेजना शुरू कर देता है तब याद रखें कि रिसीवर को आउट ऑफ़ ऑर्डर फ्रेम प्राप्त हो सकता है जो कि गो बैक N ARQ के मामले में संभव नहीं थे लेकिन क्योंकि रिसीवर आउट ऑफ़ ऑर्डर फ्रेम प्राप्त कर सकता है रिसीवर इस 0 को जिसकी यह उम्मीद कर रहा था वह 0 सोचेगा लेकिन यह 0 जो प्रसारित हो रहा था वह 0 नहीं था इसलिए यहां भ्रम होगा तो आइए देखते हैं कि विंडो के आकार 3 1 2 2 का उपयोग करके कैसे हम समस्या को हल कर सकते हैं इसलिए यहां हम विंडो का आकार 2 रखते हैं इसलिए यदि मैं विंडो का आकार 2 के रूप में रख रहा हूं तो प्रेषक 0 और 1 भेजता है और पावती के लिए प्रतीक्षा कर रहा है इसी तरह सभी पावती खो गई तो इसने फ्रेम 0 और 1 भेजा है और इसलिए यह फ्रेम 2 और 3 की उम्मीद कर रहा है लेकिन अगर यहां कोई टाइमआउट है तो प्रेषक फ्रेम 0 को पुनः प्रसारित करता है जब प्रेषक फिर से फ्रेम 0 प्रेषित कर रहा है तो यह सही ढंग से पता लगा सकता है कि यह फ्रेम 2 और 3 की उम्मीद करा रहा है ना की फ्रेम 0 और 1 का इसलिए यह फ्रेम को सही ढंग से त्याग सकता है इसलिए हम उस विशेष भ्रम को देख सकते हैं जो वहाँ था जिसे हल किया जा सकता है यदि मैं अधिकतम अनुक्रम प्लस 1 बाई 2 के रूप में विंडो के आकार का उपयोग कर रहा हूं तो यहाँ यह 2 3 प्लस 1 बाई 2 के बराबर है इस विशेष विंडो आकार के साथ हम इस विशेष भ्रम को हल करने में सक्षम हैं तो यह सब स्लाइडिंग विंडो आधारित फ्लो कंट्रोल एल्गोरिदम के बारे में है गो बैक N ARQ और चयनात्मक रिपीट ARQ प्रणाली है जो आपको एक पाइपलाइन फैशन में पैकेट भेजने में मदद करता है और साथ ही आपको नुकसान का समाधान करने में मदद करता है इसलिए अगली कक्षा में हम ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के कुछ अन्य प्रदर्शन पहलुओं पर गौर करेंगे और टीसीपी की चर्चा के दौरान हम देखेंगे कि यह फ्लो कंट्रोल एल्गोरिदम वास्तव में टीसीपी प्रकार के प्रोटोकॉल में कैसे लागू किया जाता है इसलिए कक्षा में भाग लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद